मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है और मैं इस कोर्स में आपकी मदद कर रही हूं हमने अब तक विभिन्न चीजों पर चर्चा की है मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न चीजें आज का व्याख्यान कुछ अंतिम में से एक है इसके बाद कुछ और व्याख्यान हैं और इस व्याख्यान में हम संगठनों में अनुशासन के साथ काम करेंगे आप जानते हैं हमने चर्चा की है कि मानव संसाधन पेशेवरों के रूप में आपको अपनी क्षमता में क्या करना चाहिए आप कर्मचारियों की मदद कैसे कर सकते हैं आपने पंक्ति को कहां खींचा था आदि यदि मैं उस शब्द का उपयोग कर सकती हूं तो हम बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा यह संगठन में अनुशासन का मुद्दा है तो आइए हम इसके साथ जुड़ते हैं फिर से कुछ संसाधन दो पुस्तकें जिनका मैं अक्सर उल्लेख करती रही हूं और मैंने इन पुस्तकों का उल्लेख किया है मेरे पास आपके लिए बहुत सारी सामग्री है लेकिन मैंने इन पुस्तकों का उल्लेख किया है क्योंकि मेरा मानना है कि वे बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं और आप वास्तव में इन पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और मैंने जो भी चर्चा की है उसमें से बहुत कुछ आप इन पुस्तकों में पढ़ सकते हैं ये किताबें बहुत अच्छी हैं इनमें कुछ मामले आदि भी हैं तो ये दो पुस्तकें हैं जिन्हें मैंने मुख्य रूप से संदर्भित किया है अनुशासन एक ऐसा उपकरण है जिस पर प्रबंधक कर्मचारियों से संवाद करने के लिए भरोसा करते है कि उन्हें एक व्यवहार बदलने की आवश्यकता है तो अनुशासन का क्या मतलब है अनुशासन की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब कर्मचारी वह नहीं कर रहे हैं जो उनसे अपेक्षित है जब कर्मचारी लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं अब अनुशासन के विभिन्न रूप अनुशासन को विभिन्न रूपों में लागू किया जा सकता है एक है प्रगतिशील अनुशासन जहां आपके पास हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला है आप चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से जाते हैं आप पहचानते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है और फिर आप मौखिक रूप से खुद कर्मचारी को सलाह देते हैं आप कर्मचारी को अपने कार्यालय में बुलाते हैं और आप कहेंगे कि कृपया अच्छी तरह से काम करना शुरू करें इसलिए आप पहले कर्मचारी से अनौपचारिक बातचीत शुरू करें और फिर यदि कर्मचारी नहीं बदलता है या उसका व्यवहार ठीक नहीं होता है तब आप मौखिक चेतावनी पर आगे बढ़ते हैं जिसे आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं लेकिन कहीं भी दस्तावेज़ नहीं बनाते हैं और आप कम से कम तारीख और समय का रिकॉर्ड रखें तो आप कर्मचारी के साथ बैठक के लिए बुला सकते हैं और बस इस तरह से कुछ रिकॉर्ड है यदि कर्मचारी अभी भी अपने व्यवहार को सही नहीं करता है तो आप कर्मचारी को एक लिखित चेतावनी जारी करते हैं और अगर चेतावनी के बाद भी व्यवहार नहीं बदलता है तो आप निलंबन आदेश जारी करते हैं एक जांच आयोजित की जाती है और यदि कर्मचारी को वास्तव में दोषी पाया जाता है जो अपेक्षित नहीं था या जो कुछ भी अपेक्षित था उसे करने के लिए कम से कम कोशिश की गई थी तो कर्मचारी को उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है और यह सब बहुत ही प्रासंगिक है लेकिन प्रगतिशील अनुशासन अनिवार्य रूप से अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए या किसी कर्मचारी के कार्यों को इस तरह से सही करने के लिए कई चरणों का पालन करता है कि कर्मचारी वह करना शुरू कर देता है जो उससे अपेक्षित है फिर कर्मचारियों को अनुशासित करने का दूसरा तरीका है सकारात्मक अनुशासन जो अनिवार्य रूप से नाम से पता चलता है कि कर्मचारियों को अपने स्वयं के व्यवहार की निगरानी करने और अपने कार्यों के लिए ज़िम्मेदारी संभालने के लिए प्रोत्साहित करता है अब प्रगतिशील अनुशासन जरूरी नहीं है कि सहायक होना चाहिए लेकिन जब हम सकारात्मक अनुशासन के बारे में बात करते हैं तो हम एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कर्मचारियों को अपने कार्यों को ठीक करने में मदद की जाती है उनसे वह करने में मदद की जाती है जो उनसे अपेक्षित है उन्हें अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद की जाती है यह फिर से चार चरण की प्रक्रिया है और फिर से यह सिर्फ एक सुझाव है आप जानते हैं कि ये चीजें पत्थर पर लिखी लकीर नहीं हैं कर्मचारियों को अनुशासित करने का आपका अपना तरीका हो सकता है लेकिन इन चीजों को काले और सफेद सही और गलत मैं विभाजित करना हमेशा अच्छा होता है इसलिए सकारात्मक अनुशासन अनिवार्य रूप से अधीनस्थों और उनके तत्काल पर्यवेक्षकों के बीच कर्मचारियों और उनके पर्यवेक्षकों के बीच एक परामर्श सत्र के साथ शुरू होता है क्या आप जानते हैं कि इसके बाद यदि चीजें नहीं बदलती हैं तो आगे की कार्यवाही के लिए बैठकऔर नए टाइम टेबल और योजना का गठन होता है और आप जानते हैं कि पर्यवेक्षक देखता है कि कर्मचारी को जो कुछ भी सुझाया गया था उसका पालन किया जा रही है या नहीं और फिर एक अंतिम चेतावनी दी जाती है और कार्यमुक्त कर दिया जाता है कोई प्रलंबन सस्पेंशन नहीं है लेकिन आप किसी के व्यवहार को सफल करने और बदलने के लिए कर्मचारी को हर अवसर और हर सहायता देते हैं अनुचित व्यवहार के विभिन्न रूप मौजूद हैं और हम बाद में उनमेंसे प्रत्येक को अधिक विस्तार से समझेंगे लेकिन हम विशिष्ट प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए अप्रत्याशित व्यवहार से निपटने के लिए सामान्य प्रक्रियाओ का उपयोग अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं क्यों आवश्यक हैं अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि कर्मचारियों को पता होता है कि प्रदर्शन या आचरण के मामले में उनसे क्या अपेक्षित है मेरा मतलब है कि उन्हें यह जानने की जरूरत है कि संगठन उनसे क्या उम्मीद करता है उन्हें यह जानना होगा कि वे क्या करने वाले हैं और क्या स्वीकार्य होगा और क्या स्वीकार्य नहीं है और क्या होगा यदि वे वह नहीं करते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप कर्मचारियों को उनके काम की प्रक्रिया में आपके बारे में जानने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दें और एक अन्य कारण की पहचान करना कि अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं क्यों आवश्यक हैं आवश्यक मानकों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए बाधाओं की पहचान करना इसलिए अगर कोई काम करना चाहता है और लेकिन जिस भी कारण से कर्मचारी प्रारंभिक मौखिक चेतावनी की स्थिति में अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू करने में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है कुछ कर्मचारी अपने पर्यवेक्षकों के पास आने में बहुत सहज महसूस नहीं कर सकते हैं और उनसे कहना कि कुछ ठीक नहीं है वे सिर्फ आपको नहीं जानते कि वे महसूस करते हैं कि वे असहज महसूस करते हैं और फिर वे प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं और फिर वे उनके पास आते हैं जो आपको अनुशासित करने की प्रक्रिया के दौरान पता चलता है कि आप सोच सकते हैं कि यह कर्मचारी के लिए अनुशासन है यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया सत्र हो सकता है आप कर्मचारी को फोन करें और कहें कि क्या चल रहा है और उस समय कर्मचारी खुल जाता है और कहता है कि आप जानते हैं कि मैं क्या हूं मुझे नहीं लगता कि मैं इस विशेष सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित हूं या मुझे पता है कि X वगैरह कैसे करना है तो प्रशिक्षण की जरूरतें सामने आती हैं नौकरी की आवश्यकताओं की स्पष्टता का अभाव कभी कभी कर्मचारियों को यह नहीं पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है कई बार वास्तव में विशेष रूप से प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषकर उच्च रूप से आप अधिक अस्पष्ट हो जाते हैं आप जानते हैं नौकरी की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्टता की कमी कम या अधिक है और इसलिए कर्मचारी से यह पूछने की प्रक्रिया में कि कर्मचारी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है आप महसूस कर सकते हैं कि नौकरी की आवश्यकताओं की स्पष्टता का अभाव है शायद कर्मचारी को अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है शायद कर्मचारी को कुछ लचीलेपन आदि की आवश्यकता है फिर एक व्यक्ति के प्रदर्शन या आचरण में सुधार के लिए उपयुक्त लक्ष्यों और समय के पैमाने पर सहमत होने के अवसर के रूप में कभी कभी आपको केवल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है आपको जो कुछ भी वे कर रहे हैं उसे सुधारने का मौका कर्मचारियों को देना होगा जानते हैं किआप सिर्फ उन्हें यह बताकर आप निशान तक नहीं कर रहे हैं आपको उन्हें सुधारने का कुछ मौका देना होगा एक संदर्भ के रूप में एक रोज़गार न्यायाधिकरण के लिए किसी को उनके बर्खास्त किए जाने के तरीके के बारे में शिकायत करनी चाहिए मेरा मतलब है कि आप कर्मचारियों से विभिन्न प्रकार के फीडबैक ले सकते हैं लेकिन यह केवल अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के दौरान है जब हम बैठते हैं और हम मूल्यांकन करते हैं क्या हो रहा है क्यों चीजें उस रास्ते पर नहीं चलीं जैसी उन्हें होनी चाहिए क्या हम महसूस करते हैं कि विशेष रूप से एक प्रगतिशील अनुशासनात्मक प्रक्रिया में क्या आवश्यक नहीं है हम वास्तव में सब कुछ नोट करते हैं और अगर हम अनैतिक अवैध व्यवहार के कारण खराब प्रदर्शन के कारण किसी को बर्खास्त करना चाहते हैं तो विभिन्न चीजों में हमारे पास कुछ दस्तावेज़ हैं जिन पर हम वापस आ सकते हैं अनुशासन के बुनियादी मानक अनुशासन में पालन किए जाने वाले कुछ मानक नियमों और प्रदर्शन मानदंडों का संचार है तो ये बिल्कुल स्पष्ट होने की जरूरत है तथ्यों का दस्तावेजीकरण करना नितांत आवश्यक है और नियम उल्लंघन पर लगातार प्रतिक्रिया प्रत्येक कर्मचारी को प्रशासन द्वारा ठीक उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए और यदि आप अपनी अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड रखते हैंतो आप संगठन द्वारा जिस तरह से उल्लंघन का इलाज करते हैं उसमें निरंतरता सुनिश्चित कर सकते हैं इसीलिए ये प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं और ये कुछ मानक हैं जिनका आप पालन करते हैं आप कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं आप कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं करते हैं आप उन्हें एक दूसरे के बराबर मानते हैं ठीक है सिर्फ अनुशासन का मानक कारण इसलिए यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि अनुशासन के बुनियादी न्यूनतम मानकों का पालन किया जाए आप जानते हैं कि जब हम कर्मचारियों को अनुशासित करने की बात करते हैं तो हम उस शक्ति के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास संगठन में मौजूद कर्मचारियों पर मानव संसाधन कर्मियों के रूप में है तो हम कहते हैं ठीक है आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और यह है कि मैं तुम्हें कैसे अनुशासित कर सकती हूं यह वही है जो मैं आपसे कर सकती हूं यदि आपजो अपेक्षित है वह नहीं करते हैं लेकिन उस शक्ति के साथ हम अपने सभी कर्मचारियों को उनके काम में सफल होने का पर्याप्त मौका देने के लिए निष्पक्ष होने की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी को भी स्वीकार करते हैं इसलिए जब हम कहते हैं सिर्फ कारण हमारा मतलब है कि हम अपनी क्षमताओं के भीतर सब कुछ कर रहे हैं कार्यस्थल में अनुशासन सुनिश्चित करते हुए यथासंभव नैतिक होना चाहिए और अनुशासन का एकमात्र कारण यह है कि जब आप अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हों तो विभिन्न चीजों का पालन करना आवश्यक है एक सूचना है क्या कर्मचारी को उसके आचरण के अनुशासनात्मक परिणामों की चेतावनी दी गई थी क्या कर्मचारी को पता था कि यदि कर्मचारी ने निशान तक नहीं किया तो क्या होने वाला था अगर कर्मचारियों को नहीं पता है तो आप कर्मचारी के लिए उचित नहीं हैं उचित नियम क्या नियम सुरक्षित और कुशल संचालन से संबंधित कर्मचारी का यथोचित उल्लंघन था यदि कर्मचारी से मेरा मतलब है कि आपको पता है कि किसी व्यक्ति को अनुशासित करने का एक कारण नहीं होना चाहिए आपको किसी के कुछ करने का तरीका पसंद नहीं है किसी कर्मचारी को अनुशासित करने के लिए किसी कर्मचारी को गोली मारने का कारण नहीं होना चाहिए लेकिन अगर कर्मचारी की कार्रवाई वास्तव में संगठन के संचालन को प्रभावित करती है तो निश्चित रूप से आपके पास सिर्फ कारण है और कर्मचारी जानता है कि ये चीजें संगठन को कितना प्रभावित करती हैं तो अनुशासन की सजा बहुत कम नहीं होनी चाहिए यह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आप जानते हैं यह सिर्फ सही होना चाहिए और यह उचित होना चाहिए अनुशासन से पहले जांच इससे पहले कि आप कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें कृपया कर्मचारी को खुद या खुद का बचाव करने का उचित मौका दें कर्मचारी को अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका दें आप कहते हैं ठीक है हम जानते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कर्मचारी को कहानी के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का बचाव करने का पर्याप्त मौका दें और आपको समझाएं कि कर्मचारी ने जो कुछ भी किया वह क्यों किया होशपूर्वककोई भी कुछ भी नहीं करना चाहता है हर कोई जो कुछ भी कर रही है उसे करने का एक कारण है इसलिए और फिर से आप में से बहुत से लोग चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन मैं दोषी नहीं मानने के पुराने कहावत में दृढ़ विश्वास रखता हूं और क़ानूनन इस प्रकार आप दोषी नहीं हैं जब तक कि आप अन्यथा साबित न हों जिसका अर्थ है किसी भी संगठन को किसी भी अनुशासन तकनीकों को लागू करने से पहले किसी मुद्दे की जांच करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने चाहिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है और जांच निष्पक्ष होने की जरूरत है कि यह कर्मचारी के पक्ष में या उसके खिलाफ पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए अपराध बोध का प्रमाण क्या जांच ने पर्याप्त सबूत या अपराध के सबूत दिए जैसा कि मैंने कहा कि दोषी नहीं है जब तक कि अन्यथा साबित न हो अनुशासनात्मक प्रक्रिया एक कर्मचारी के मनोबल के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है कर्मचारियों की उत्पादकता के तरीके के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है संगठन के समग्र वातावरण के लिए हानिकारक हो सकता है तो उचित प्रलेखन की आवश्यकता है उचित प्रक्रियाओं की आवश्यकता है भेदभाव की अनुपस्थिति जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम आदेश और दंड समान रूप से और बिना भेदभाव के लागू होते हैं यह सवाल आप खुद से पूछिए क्या किसी भी तरह से कर्मचारी के साथ व्यवहार किया गया था या अंतिम परिणाम के माध्यम से कर्मचारी के साथ भेदभाव किया गया था हमने पिछले व्याख्यान में भेदभाव पर चर्चा की इसलिए मैं इसमें फिर नहीं जाऊँगा उचित दंड क्या अनुशासनात्मक दंड नियम उल्लंघन की गंभीरता से संबंधित था तो क्या उल्लंघन पर्याप्त गंभीर है और क्या आप जो सजा दे रहे हैं वह उससे ज्यादा होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए या यह सही है कि क्या यह भी वारंट है अनुशासन का प्रशासन एक तरीका जिसमें आप अनुशासन दे सकते हैं वह है हॉट स्टोव नियम अनुशासनात्मक कार्रवाई का मॉडल अनुशासन तत्काल होना चाहिए यह पर्याप्त चेतावनी प्रदान करनेवाला चाहिए और गर्म स्टोव की तरह लगातार सभी पर लागू होना चाहिए हम सभी जानते हैं कि एक स्टोव क्या है और जब आप चूल्हे के पास हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता है तुम हड़ताल करते हो जब लोहा गर्म होता है इसलिए आपको इस नियम के अनुसार अनुशासन रखना चाहिए जब गैरकानूनी या अप्रत्याशित कार्य किया गया हो तो अनुशासनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए जब विध्वंसक कार्रवाई की गई है तो बीच में बहुत अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए जिस समय विघटनकारी गतिविधि हुई थी और कार्रवाई की गई थी इसलिए जांच तुरंत शुरू होनी चाहिए और कर्मचारी को परामर्श दिया जाना चाहिए या प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए ठीक है कुछ ग़लतियों से बचने के लिए अनुशासन का प्रबंध करते समय आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए जब भी आप अनुशासन का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं तो कृपया अपना आपा न खोएं चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से करें क्या आप जानते हैं कि आप स्थिति का जायजा लेते हैं और इस बात से बहुत सावधान रहते हैं कि आप स्थिति को कैसे संभालेंगे इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई से पूरी तरह बचे नहीं ठीक है चिकित्सक से खेलते हैं चिकित्सक खेलना एक और चीज है जो आपको नहीं करना चाहिए आप चिकित्सक नहीं हैं आप एक प्रशासन प्राधिकारी हैं इसलिए आपको एक चिकित्सक की भूमिका निभाने और काउंसलिंग में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो अपेक्षित नहीं है उसके बारे में कर्मचारी से परामर्श करना अच्छा नहीं है लेकिन एक चिकित्सक की भूमिका निभाना वास्तव में आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में होने के खतरे में डालता है जिसे किसी भी तरह से बहाया जा सकता है और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी कर्मचारी के लिए बहाना बनाना कर्मचारी के दृष्टिकोण को देखकर अच्छा लगता है लेकिन जब तक आपके पास पर्याप्त प्रमाण न हो तब तक कर्मचारी जो कुछ भी कहता है उसे पूरा करना बहुत अच्छा नहीं है अनुशासन के लिए एक गैर प्रगतिशील दृष्टिकोण का उपयोग करना इसलिए आपको तत्काल सजा से बचना चाहिए निष्कर्ष पर मत कूदो जो कुछ भी कहा गया है उससे उससे प्रभावित न हों कृपया इसे उस तरीके से करें जो आपको करने की आवश्यकता है निर्धारित प्रक्रियाओं की श्रृंखला का पालन करें मौखिक चेतावनी दें एक लिखित चेतावनी हो सकता है निलंबन और निर्वहन या एक परामर्श सत्र है एक प्रतिक्रिया सत्र है और फिर एक चेतावनी दें और फिर अंत में कर्मचारी का निर्वहन करें लेकिन चरणों की श्रृंखला का पालन करें प्रभावी अनुशासनात्मक सत्रों के लिए कुछ चरणों का निर्धारण किया जाता है कि क्या अनुशासन के लिए कहा जाता है पता करें कि क्या वास्तव में अनुशासन की आवश्यकता है क्या समस्या एक अलग थलग उल्लंघन या एक पैटर्न का हिस्सा है क्या यह एक परिश्रम के कारण हुआ या क्या कर्मचारी बार बार अनुचित व्यवहार में उलझा हुआ है यदि यह है तो सिर्फ एक आपातकालीन के कारण आपको किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है हो सकता है कुछ आपातकाल के कारण कर्मचारी ने तर्कहीन व्यवहार किया हो कर्मचारी ऐसे तरीके से व्यवहार करती है जिसकी उम्मीद नहीं थी तो कृपया यह पता लगाएँ अपने कर्मचारियों के प्रति थोड़ा अधिक दयावान बने मानव संसाधन विशेषज्ञों के साथ परामर्श करें और अनुशासनात्मक निर्णय लेने से पहले कुछ प्रतिक्रिया प्राप्त करें यदि आवश्यक हो तो अपने वकीलों के साथ परामर्श करें अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में चर्चा के लिए स्पष्ट लक्ष्यों को रेखांकित करें जब भी आप एक अनुशासनात्मक रिपोर्ट लिखते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं अप्रत्यक्ष संचार पर भरोसा मत करो या बुश के बारे में मारो कर्मचारी को सुधार के लिए आपकी उम्मीदों का स्पष्ट विचार प्राप्त करना चाहिए कर्मचारी को पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने की उम्मीद है हां आपने कर्मचारी को बताया था कि क्या आवश्यक है आप आगे बढ़ गए कर्मचारी ने जो कुछ भी किया आप कर्मचारी को बुलाए उनकी काउंसलिंग करें लेकिन तब जब आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं जब आप कर्मचारी से बात कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि कर्मचारी स्पष्ट रूप से समझता है कि क्या अपेक्षित है और कब तक और अगर ये अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुईं तो क्या होगा दो तरफ़ा संचार सुनिश्चित करें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार कर्मचारियों को यह एहसास नहीं होता है कि उनसे क्या अपेक्षित है वे अनुशासनात्मक सत्र में इसके बारे में पता लगाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें निशाना बनाया जा रही है उन्हें लगता है कि उनका मज़ाक उड़ाया गया है उन्हें लगता है कि उन्हें नीचे डाल दिया गया है और फिर वहाँ है कि आगे उत्पादकता की कमी के मनोबल की कमी में उन्हें जोड़ता है इसलिए मानव संसाधन पेशेवरों के रूप में हमारा काम लोगों को नीचे रखना नहीं है किसी भी कीमत पर उन्हें सफल होने में मदद करना है इसलिए जो भी हो लेकिन जितना संभव हो उतना उचित तरीके से इसलिए हम जो कर सकते हैं हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी हमारे पास आने में सहज महसूस करे और निश्चित रूप से हमें रिकॉर्ड रखने की जरूरत है और हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है लेकिन हमारे पास कर्मचारी को यह भी एहसास होना चाहिए कि हम कर्मचारी को नीचे खींचने के लिए नही कर्मचारी का समर्थन करने के लिए मौजूद हैं इसलिए सुनिश्चित करें कि दो तरफ़ा संचार का चैनल नीचे खुला है एक अनुवर्ती योजना स्थापित करें अनुवर्ती योजना का समझौता प्रगतिशील और सकारात्मक अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं दोनों में महत्वपूर्ण है आप कर्मचारी को जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं उसे पता होना चाहिए कि आप कर्मचारी क्या करते हैं उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे और जो कुछ भी अपेक्षित नहीं है आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे और उस मामले में आप जानते हैं कि वास्तव में कर्मचारी को यह जानने की जरूरत है कि जब आप हस्तक्षेप करेंगे तो आप कैसे हस्तक्षेप करेंगे कि अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं यदि कर्मचारी को कुछ सहायता की आवश्यकता होती है तो वह आप तक कैसे पहुँच सकता है उससे क्या अपेक्षा की जाती है और कर्मचारी आपसे किस तरह के समर्थन की उम्मीद कर सकता है तो इन सभी चीजों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और कर्मचारी को उसके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए उचित अवसर होने के लिए समयसीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए सकारात्मक नोट पर समाप्त करें कभी भी एक नकारात्मक नोट पर एक अनुशासनात्मक सत्र को समाप्त न करें और कहें कि आप बुरे हैं आप यह हैं ऐसा कभी मत करो कभी भी अपनी उंगली का उपयोग न करें और कहें कि आप बिल्कुल जानते हैं कि बेकार है कुछ भी नहीं हो सकता है आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है मेरा मतलब है कि हम इस बारे में अधिक बात करेंगे जब हम कार्यस्थल की बदमाशी के बारे में बात करेंगे ऐसा कुछ वास्तव में एक कर्मचारी का मनोबल नीचे खींच सकता है आप जानते हैं निश्चित रूप से इसका वित्तीय पहलू यह है कि एक नए कर्मचारी को काम पर रखने की लागत बहुत अधिक हो सकती है और अगर आप किसी कर्मचारी को उसके या उसके बिना एक उचित मौका दिए बिना फायर करते हैं तो आप मुकदमों लॉसूट के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं लेकिन एक इंसान के रूप में भी हम सभी इंसान हैं हम यहां एक दूसरे का समर्थन करने के लिए हैं इसलिए सुनिश्चित करें कि कर्मचारी को पता है कि यह प्रक्रिया है कि संगठन कर्मचारी के साथ सहज नहीं है जो वह नहीं कर रही है जो अपेक्षित है लेकिन संगठन कर्मचारी को सफल होने में मदद करना चाहता है और कर्मचारी को यथासंभव अधिक संसाधन दें और कर्मचारी को सफल होने में मदद करें इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक नोट पर खेद समाप्त करने में मदद करनी चाहिए और कर्मचारी को उन समस्याओं पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ने की उम्मीद दें जो उसने अतीत में झेली होंगी और अगर फिर भी कर्मचारी में सुधार नहीं होता है तो निश्चित रूप से आपको उसे या उसे फायर करने का बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है ठीक है अनुशासनात्मक और शिकायत प्रक्रियाओं की सामग्री फिर से होनी चाहिए ये आपके द्वारा दिए गए सुझाव हैं जो आपको इस पत्र में विलियम्स और रूंबल्स द्वारा पता हैं इसलिए उनका सुझाव है कि अनुशासनात्मक और शिकायत प्रक्रियाओं में सिद्धांतों का एक बयान होना चाहिए कुछ ऐसा जो अन्य चीजों के बीच उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिनके लिए इसका उपयोग किया जाएगा और दृष्टिकोण की प्रकृति को लिया जाएगा तो आप कर्मचारी से क्या चाहते हैं आपको क्या लगता है कि कर्मचारी इसे कैसे प्राप्त कर सकता है अनौपचारिक रूप से मामूली दुराचार के मामलों से निपटने के लिए प्रावधान कर्मचारी को बताएं कि एक तरफ मामूली दुराचारको नजर अंदाज नहीं किया जाएगा लेकिन दूसरी ओर यह नहीं हो सकता है यह कुछ बहुत गंभीर वारंट नहीं हो सकता है इसलिए कर्मचारी स्वतंत्र महसूस करते हैं वे संगठन में आने में सहज महसूस करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी ग़लतियों पर ईमानदारी से कार्रवाई की जाएगी कथित दुराचार की जांच कैसे की जानी चाहिए इसके प्रावधान और एक बैठक के लिए भी दुराचार के रूप में वर्गीकृत व्यवहारों की एक सूची को है इससे अनुशासनात्मक प्रक्रिया को लागू किया जा सकेगा तो कर्मचारी को पता होना चाहिए कि क्या गंभीरता से लिया जा रहा है और यह क्रिस्टल स्पष्ट होना चाहिए तो आप और कर्मचारी दोनों इस सूची का उपयोग आपके संदर्भ के लिए कर सकते हैं जब भी कोई गलती हुई हो कथित दूराचार की जांच कैसे की जानी चाहिए इसके प्रावधान और उस बैठक के लिए भी जिस पर कर्मचारी को उसके खिलाफ मामला पेश किया जाता है और उसे कहानी का अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है तो कर्मचारी को पता होना चाहिए कि अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत नहीं की जाएगी कर्मचारी को उसके काम में सुधार करने के लिए एक उचित मौका दिया जाएगा अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं उपयुक्त प्रतिबंधों को लागू करने के लिए प्रदान करती हैं क्या अनुशासनात्मक बैठक के बाद कर्मचारी के खिलाफ मामला बरकरार रखा जाना चाहिए तो कर्मचारी को पता होना चाहिए कि कर्मचारी के साथ क्या होगा यदि यह साबित हो कि कर्मचारी अनुचित व्यवहार में लगा हुआ है तो आप जानते हैं इसलिए यह सब स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध होना चाहिए अनुशासनात्मक बैठक के परिणाम के खिलाफ अपील करने के लिए एक कर्मचारी के अधिकार के लिए प्रावधान आमतौर पर एक वरिष्ठ प्रबंधक के लिए जिसका मामले में कोई पिछली भागीदारी नहीं है तो कर्मचारी को पता होना चाहिए कि एक निर्णय आपको नहीं पता होगा कि कर्मचारी को उचित निर्णय के बाद भी निर्णय लेने की अपील करने का अधिकार है हमें अपने या अपने बचाव के लिए कर्मचारी को हर संभव मौका देना चाहिए और अगर कर्मचारी विफल रहता है तो ऐसा हो तो इस व्याख्यान में आपके लिए बस इतना ही है हम कार्यस्थल में कठिन कर्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं इसके बारे में कुछ और विवरण जारी रखेंगे और हम समाप्त हो जाएंगे आप मानव संसाधन प्रबंधकों के रूप में अपनी क्षमता के साथ उन समस्याओं से बच सकते हैं जो आपके सामने आती हैं या अनुशासित कर्मचारियों की संभावनाओं को कम करने के लिए तो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे निम्नलिखित व्याख्यान में कुछ और बात करुंगा